अब हम एक नया व्याख्यान शुरू करते हैं जो कनेक्टेड वीहिकल पर है इसलिए हाल के वर्षों में कनेक्टेड वीहिकल बहुत लोकप्रिय हो गए हैं बहुत सारे शोध हैं जो अच्छे कारणों के लिए कनेक्टेड वीहिकल का निर्माण कर रहे हैं ये अलग अलग कारण क्या हैं इसलिए अलग अलग सेंसर के साथ खड़े अकेले खड़े वाहन दशकों नहीं तो कई सालों से हैं तो आप इन स्टैंडअलोन विभिन्न वाहनों को जानते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि हम सभी अलग अलग वाहनों का उपयोग कर रहे हैं और इनमें विभिन्न एम्बेडेड सेंसर एम्बेडेड सिस्टम और इतने पर हैं लेकिन वास्तव में कनेक्टेड वीहिकल में हम बात कर रहे हैं कि हम विभिन्न वाहनों के बीच संचार कैसे संभव कर सकते हैं तो किस तरह के संचार एक वाहन एक वाहन से दूसरे वाहन के बीच संचार एक वाहन और एक पैदल यात्री उपयोगकर्ता या किसी अन्य उपयोगकर्ता के बीच संचार जो वाहन में नहीं है और सड़क के किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी शहर में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक कनेक्टेड वीहिकल में सभी अलग अलग संभावनाएं है तो आइए हम इस विशेष उदाहरण को देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास है इसलिए हम एक परिदृश्य के बारे में बात करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि कनेक्टेड वीहिकल की आवश्यकता क्यों है तो हम कहते हैं कि हमारे पास सड़क पर ये विभिन्न वाहन हैं इसलिए प्रत्येक वाहन का अपना अलग सेंसर होता है और इसे अधिक सेंसर और अधिक संचार उपकरण के साथ भी फीड किया जा सकता है और आगे भी ऐसा किया जा सकता है इसलिए अगर हम एक कनेक्टेड वीहिकल परिदृश्य में एकल वाहन के बारे में बात करते हैं तो ये वाहन पड़ोसी वाहन के तत्काल अगले वाहन से बात कर सकते हैं यह वाहन इस बारे में या तो सीधे या किसी मध्यवर्ती वाहन की सहायता से बात कर सकता है जो वहां है पड़ोस में यह वाहन एक सड़क के किनारे व्यक्ति से बात कर सकता है जिसे आप जानते हैं तो यह कनेक्शन प्रवाह आपको पता है कि यह संचार प्रवाह संभव हो सकता है या इन अलग अलग मौजूदा संचार अवसंरचनाएं हो सकती हैं जिनके साथ यह सूचना विनिमय भी हो सकता है तो आपके पास वी 2 आई वी 2 वी वाहन से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन व्हीकल टू ह्यूमन या व्हीकल टू व्हीकल हो सकता है और जब हम मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उन मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं जो वाहन में नहीं हैं जो सड़क के किनारे हैं तो इन सभी चीजों को कनेक्टेड वीहिकल में संभव बनाया गया है और बहुत है तुम्हें पता है अगर हम इतिहास को देखते हैं तो आप बहुत कुछ जानते हैं कम से कम एक दशक या डेढ़ दशक में वाहनों के संचार और बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों वाहनों के तदर्थ नेटवर्क वैनॉट के वाहनों के सेंसर नेटवर्क पर बहुत शोध हुआ है फिर ये कनेक्टेड वीहिकल आए फिर आए आप इंटेलिजेंट कनेक्टेड वीहिकल को जानते हैं इन सभी को आप विभिन्न रूपों में जानते हैं लगभग आस पास हैं लेकिन विभिन्न सेवाओं के इन विभिन्न सेवा सुधारों को लोगों में संभव बनाया जा सकता है जो कि कनेक्टेड वीहिकल के संदर्भ में बात कर रहे हैं और यह इंटेलिजेंट कनेक्टेड वीहिकल हैं तो आइए इन कुछ मूल बातों पर ध्यान दें जो इन कनेक्टेड वीहिकल को बनाने में मदद करेंगी इसलिए कनेक्टेड वीहिकल में हमारे पास ऐसे वाहन हैं जो विभिन्न सेंसर नेटवर्किंग और संचार इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित हैं या इंट्रा वाहन संचार हैं इसलिए 1 बात याद रखें कि कुछ चीजें जो आप जानते हैं तो क्या होने जा रहा है एक कनेक्टेड वीहिकल के परिदृश्य नंबर 1 में है एक वाहन नंबर 1 के अंदर विभिन्न उपकरणों के साथ संचार करना संभव होगा नंबर 2 एक वाहन से सड़क के किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक संरचना एक निश्चित वाहनों के बीच है इसका मतलब है एक गैर मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन सभी विभिन्न प्रकार के संचार एक कनेक्टेड वीहिकल परिदृश्य में होने जा रहे हैं इसलिए सुरक्षा निजता स्केलेबिलिटी विश्वसनीयता सेवा की गुणवत्ता और कनेक्टिविटी के लिए किसी भी विलक्षण वैश्विक मानक की कमी के मुद्दे जैसे कुछ चुनौतियां हैं जो कनेक्टेड वीहिकल के निर्माण का सामना कर रही हैं इसलिए यदि आप रुचि रखते हैं तो आप जानते हैं तो यह विशेष कागज जो यहां संदर्भ है घर आईओटी से कनेक्टेड वीहिकल की एक अवधारणा साबित करता है इस कागज को आप मूल रूप से इस माध्यम से जा सकते हैं वर्तमान में कनेक्टेड वीहिकल के निर्माण के आसपास के विभिन्न मुद्दों का एक अच्छा कारण देता है तो यह एक हालिया पेपर है जो 2017 में सेंसर जर्नल में प्रकाशित हुआ था इसलिए विभिन्न चुनौतियाँ उदाहरण के लिए सुरक्षा सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं तो आप वायरलेस की मदद से खुल रहे हैं और इन विभिन्न वाहनों की मदद से शहर में चारों ओर से घूम रहे हैं हाँ आप अपनी कमजोरियों पर बहुत सारी कमज़ोरियों का सामना कर रहे हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी लोगों के लिए वाहन डेटा सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं जिससे आप उस डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं इसलिए विभिन्न वाहनों से डेटा की गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण है आप जानते हैं कि गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है कि यदि किसी कारण से डेटा लीक हुआ है या कोई अन्य हमें बताए कि कोई है इसलिए मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैं एक कनेक्टेड वीहिकल के प्रकार के वातावरण में हूं और मेरे वाहन से डेटा दूसरे वाहन को भेजा जाता है जो मेरे द्वारा एक विश्वसनीय है लेकिन बीच में डेटा लीक हो जाता है और उस डेटा को किसी अन्य व्यक्ति के लिए सुलभ बना दिया जाता है तो उस स्थिति में जो होने जा रहा है वह घुसपैठिया या दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति या इकाई को इस डेटा तक पहुंच प्राप्त होता है जो इसके लिए इरादा नहीं था इसलिए अगर उस इकाई को डेटा तक पहुंच मिलती है तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं उदाहरण के लिए कहां जा रहा हूं यह वाहन कहां जा रहा है और यह जोखिम भरा हो सकता है जो सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकता है क्योंकि आप न केवल वाहन के लिए सुरक्षा खतरे या सुरक्षा खतरे को जानते हैं बल्कि उन लोगों के लिए भी हैं जो उदाहरण के लिए अंदर हैं अगर मैं कार का उपयोगकर्ता हूं अगर मैं कार का चालक हूं और अगर किसी को पहुंच मिलती है इस तरह की जानकारी यहां तक कि मेरी सुरक्षा मेरी रक्षा भी जोखिम में है स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है आप एक ऐसे वातावरण के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ बहुत अधिक गतिशीलता है बड़ी संख्या में उपकरण शहरों में आने और जाने वाले है और आपके पास कुछ प्रकार की रजिस्ट्री होनी चाहिए जो घर के उपयोगकर्ता हैं जो वाहन हैं वे वाहन विदेशी वाहन हैं और इन सभी गतिशीलता वगैरह का ध्यान रखने के लिए किसी न किसी तरह का अनुमान है वगैरह हाँ ये होने जा रहे हैं और किसी भी समय बाहर से कोई भी शहरों में आ सकता है लोग जान सकते हैं कि वाहन शहर से बाहर जा रहे हैं और आप जानते हैं कि यह एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य है इसलिए स्केलेबिलिटी के बहुत से मुद्दों को आप जानते हैं कि अधिक वाहनों को पीक आवर्स में बड़ी संख्या में वाहनों को जोड़ा जा रहा है इससे बड़ी संख्या में वाहनों को जोड़ा जा सकता है इसलिए स्केलेबिलिटी के मुद्दे भी उतार चढ़ाव वाले हैं आप जानते हैं कि अगर आपको लगता है कि यह गहरा होगा तो आप समझ पाएंगे कि डाउनस्केलिंग मुद्दे भी हैं तब आपके पास विश्वसनीय संचार के संबंध में विश्वसनीयता के मुद्दे हैं जो इस तरह की पर्यावरणीय गुणवत्ता में वैश्विक मानकों की कमी के कारण संभव है इसलिए कनेक्टेड वाहन से जुड़े वाहन बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमने देखा है कि कनेक्टेड वाहनों की उपयोगिता के विभिन्न दिलचस्प उपयोग के मामले हैं तो हमारे पास वीहिक्यलर क्लाउड हैं एक वीहिक्यलर क्लाउड में क्या होने वाला है ये कनेक्टेड वाहन भेजने वाले हैं ये सभी डेटा क्लाउड पर जाने वाले हैं बहुत से क्लाउड से एनालिटिक्स प्रदर्शन किया जा रहा है क्या आप जानते हैं डेटा एनालिटिक्स डेटा संबंधित हितधारकों इत्यादि को उपलब्ध कराने जा रहे हैं तो ये सभी कनेक्टेड वाहन ऐसे भाग हैं जिन्हें आप कनेक्टेड वाहनों को वाहनों के क्लाउड और वाहनों के क्लाउड के भाग के रूप में और IoT के हिस्से के रूप में कनेक्ट किए गए वाहनों के रूप में देख सकते हैं तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एनाब्लर्स की तरह हैं तो विभिन्न उपयोगकर्ताओं और कनेक्टेड वीहिकल के हितधारकों में शिक्षाविद कानून प्रवर्तन निकाय जैसे कि पुलिस न्यायपालिका वगैरह कानून प्रवर्तन निकाय ऑटोमोबाइल कंपनियां सरकारी एजेंसियां मानकीकरण समूह क्लाउड सेवा प्रदाता हैं तो ये विभिन्न हितधारकों के कनेक्टेड वीहिकल के अलग अलग ऐक्टर हैं इसलिए आम तौर पर एक कनेक्टेड वाहन में सबसे लोकप्रिय अवधारणा वाहन की अवधारणा है जो हर चीज के प्रतिमान है तो V2X वाहन सब कुछ V2X के लिए तो V2X मूल रूप से भविष्य का हिस्सा है यह एक बुद्धिमान परिवहन प्रणाली है जो वाहनों को वायरलेस तरीके से सूचनाओं की एक विविध श्रेणी साझा करने में सक्षम बनाता है और अन्य वाहन पैदल चलने वालों या निश्चित इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मोबाइल टॉवर पार्किंग मीटर और इतने पर जानकारी साझा करना संभव है तो यह वही है जो इस विशेष व्याख्यान के प्रारंभ में मैं आपको यह भी बता रहा था कि यह वाहन सड़क पर अन्य वाहनों के साथ पैदल चलने वालों या निश्चित अवसंरचना जैसे कि मोबाइल टॉवर या पार्किंग मीटर और के साथ संचार कर सकता है तो यह मूल रूप से यात्रा के लिए ऑन रोड और ऑफ रोड सुरक्षा गतिशीलता और इतने पर सुनिश्चित करने वाले ग्राफिक प्रबंधन की अनुमति देता है इसलिए मुझे इन पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह काफी स्पष्ट और समझने योग्य है कि आप जानते हैं कि यह V2X कैसे उपयोगी होने वाला है V2X मूल रूप से एक वितरित आर्किटेक्चर का अनुसरण करता है जहां सामग्री को नेटवर्क पर व्यापक रूप से वितरित किया जाता है इसलिए सामग्री आधारित संचार इसलिए मैं इस बारे में बात करूंगा कि यह एक सामग्री केंद्रित V2X है जो मूल रूप से सामग्री केंद्रित का उपयोग करता है और वास्तव में टीसीपी आईपी तरह का नहीं है जो आपको सूचना प्रसार दृष्टिकोण का पता है यह एकल स्रोत सूचना प्रदाताओं तक सीमित नहीं है यह मुख्य रूप से अत्यधिक मोबाइल वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया है और वाहनों का वातावरण अत्यधिक मोबाइल वातावरण है यह मुख्य रूप से इस तरह के वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया है वाहन आसपास के क्षेत्र में नोट्स के साथ साथ दूर स्थित नोट्स के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं तो यहाँ आप जानते हैं कि V2X ने यात्रा दक्षता सुरक्षा सुरक्षा और बहुत कुछ बढ़ाया है V2X में नेटवर्क का उपयोग मुख्य रूप से सूचना के आदान प्रदान और प्रसार के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है और यह कुछ बहुत नया नहीं है क्योंकि आखिरकार क्या होने वाला है यह जानकारी इन अलग अलग सेंसर से एकत्र की जाती है यदि प्रसार कुछ संचार माध्यमों के साथ होता है और आमतौर पर यह एक वायरलेस संचार माध्यम होता है जहां एक नेटवर्क होता है और नेटवर्क मूल रूप से सूचना के प्रसार में मदद करता है अब V2X के कार्यान्वयन के संदर्भ में हमारे पास पहले से क्या है हमारे पास पहले से ही टीसीपी आईपी पर हमारे इंटरनेट रन हैं तो आप जानते हैं कि अगर हम TCP IP के ऊपर V2X को लागू करने का प्रयास करते हैं तो यही होने वाला है तो आप जानते हैं कि यह विफल हो रहा है क्यों इसलिए टीसीपी आईपी को मुख्य रूप से एकल जोड़ी संस्थाओं के बीच जानकारी को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है एक स्रोत है एक गंतव्य है जिसे आप जानते हैं और इन स्रोतों और गंतव्य के बीच चाहे वे आप एक दूसरे की प्रत्यक्ष सीमा में जानते हों या वे बहुत दूर हैं टीसीपी आईपी में अलग अलग समाधान होंगे जिनके द्वारा एक पॉइंट से अन्य को डेटा भेजा जा सकता है तो टीसीपी आईपी में सूचना विनिमय का स्थान डेटा के स्थान पर निर्भर है तो आपको पता है कि एक विशिष्ट डेटाबेस कहीं स्थित है तो उस पॉइंट से डेटा प्राप्त करना होगा इसलिए एक विशेष सर्वर में इस विशेष डेटाबेस से डेटा को प्राप्त करना होगा तो यह उस डेटा के स्थान पर निर्भर है जो केवल टीसीपी आईपी की पहचान कर सकता है जो केवल उन समापन पॉइंट्स के पते की पहचान कर सकता है जो अकेले सामग्री वितरण के लिए उपयोगी नहीं हैं और यह कि सामग्री वितरण वही है जो वी 2 एक्स में कनेक्टेड वीहिकल के मामलों में आवश्यक है और वायरलेस उपकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है जो मूल रूप से विभिन्न नोड्स की गतिशीलता को प्रतिबंधित करती है सामग्री केंद्रित नेटवर्किंग में आप यह जानते हैं कि मूल रूप से वैचारिक रूप से लोकप्रिय सूचना केंद्रित नेटवर्किंग में समानता है जो डेटा के वास्तविक स्थान की तुलना में डेटा पर केंद्रित है इसलिए मुझे कुछ डेटा की आवश्यकता है मुझे यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता है कि मुझे इसे इस विशेष डेटाबेस या इस विशेष स्रोत से प्राप्त करना है सामग्री केंद्रित नेटवर्किंग में क्या होने वाला है अगर मुझे किसी विशेष डेटा तक पहुंच की आवश्यकता है मैं उस विशेष आवश्यकता के कुछ प्रकार के प्रसारण कर रहा हूँ जो कि क्वेरी और जिसके पास वह डेटा है वह मुझे डेटा भेजने जा रहा है तो इसी तरह टीसीपी आईपी कार्यों के साथ कंटेंट केंद्रित नेटवर्किंग के विपरीत है इसलिए हमारे पास सामग्री केंद्रित नेटवर्क में पदानुक्रम नाम डेटा है हाइअरार्किकललि नामकरण किया गया डेटा कुछ इस तरह है जैसे x dot y dot z आप जानते हैं कि इस तरह के पदानुक्रम का पालन किया जाता है जैसे आप जानते हैं कि मेरा डेटा मिस्टर डॉट सुदीप डॉट एज डॉट कुछ जैसा होगा इसलिए यह पदानुक्रम रूप से नामित है आपको पता है कि मैं आपको एक समान उदाहरण दे रहा हूं बिल्कुल सटीक नहीं इसलिए पदानुक्रमित डेटा बातचीत का हिस्सा होने के बजाय सीधे प्रसारित होता है तो बातचीत पूरी तरह से इस डॉट की तरह होगी जो पूरी बातचीत बन जाती है तो यह है कि पदानुक्रमित डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है तो मुझे वास्तव में ज़रूरत नहीं है अगर मुझे उस पदानुक्रमित डेटा के किसी विशेष हिस्से तक पहुंचने की आवश्यकता है तो मुझे पूरी बातचीत तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है मैं बस उस विशेष भाग से चुन सकता हूं तो यह स्केलेबल और कुशल डेटा प्रसार में सक्षम बनाता है नेटवर्क कैशिंग कम डेटा ट्रैफ़िक के लिए अनुमति देता है यह अत्यधिक मोबाइल वातावरण में अच्छी तरह से काम करता है इसलिए अत्यधिक मोबाइल परिवेशों में आपको वास्तव में गंतव्य के स्रोत और मध्यवर्ती बीच का ट्रैक रखने की आवश्यकता नहीं है और कैसे डेटा चारों ओर तैरने वाला है तो आपके पास एक उच्च तदर्थ प्रकार का परिदृश्य और सामग्री केंद्रित नेटवर्किंग है मैं मूल रूप से इस तरह के फिलासफी का अनुसरण करता हूं जिसे मैंने अभी समझाया है बहुत उपयोगी है तो हम वाहनों के ऐड हॉक नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं जो समर्पित लघु श्रेणी संचार डीएसआरसी पर आधारित हैं और लहर प्रोटोकॉल वाहनों तरंग प्रोटोकॉल के वातावरण में वायरलेस एक्सेस है तो ये वे 2 हैं जो आप बहुत अच्छी तरह से ज्ञात प्रोटोकॉल को जानते हैं जो कि वाहनों के एड हॉक नेटवर्क डीएसआरसी प्रोटोकॉल और तरंग प्रोटोकॉल में उपयोग किए जाते हैं इसलिए रुटिंग प्रोटोकॉल MANETs से प्राप्त होते हैं और लेकिन वास्तव में आपके पास MANETs की तुलना में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं आपको पता है कि यह एक व्युत्पत्ति है MANETs के लिए ये सभी रूटिंग प्रोटोकॉल मूल रूप से MANETs से अधिक व्युत्पन्न हैं लेकिन फिर से वे विशिष्ट रूप से भिन्न होते हैं वाहनों के नेटवर्क की विशेषताएं कि हाईवे पर वाहन सड़क पर कैसे उड़ान भरते हैं और खाते में ले जा रहे हैं और वे सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैसे संवाद करते हैं यह वास्तव में ध्यान में रखा जाता है तो उच्च थ्रूपुट VANETs का उपयोग करके मोबाइल वातावरण में प्राप्त करने योग्य है और VANETs में मोबाइल वातावरण में कम विलंबता की भी गारंटी दी जा सकती है VANET में मूल रूप से अलग विशेषताएं हैं इसमें अत्यधिक गतिशील टोपोलॉजी है जहां वाहन अत्यधिक मोबाइल हैं और वे अपनी स्थिति बदल रहे हैं और नेटवर्क टोपोलॉजी लगातार ब्रेक आते हैं और वे लगातार बनाते हैं तो आपके पास एक अत्यधिक गतिशील ब्रेकिंग मेकिंग तरह की टोपोलॉजी है जो लगातार किया जाता है इसलिए उच्च पारेषणट्रैन्स्मिशन transmission और अभिकलन क्षमता वाहनों को ऊर्जा स्रोतों को संग्रहीत करती है क्षमा करें वाहनों ने ऊर्जा स्रोतों को संग्रहीत किया है और कम्प्यूटेशनल स्रोतों का उपयोग शक्ति खींचने के लिए किया जाता है और यह मूल रूप से स्टैंड अलोन IoT उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक है और यही कारण है कि वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है वहाँ आप में से बहुत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के उपयोग और कम्प्यूटेशनल शक्ति और इतने पर प्रतिबंध नहीं पता है क्योंकि वाहनों आप ऊर्जा स्रोतों और वाहनों में कम्प्यूटेशनल ऊर्जा स्रोतों को जानते हैं ये काफी अधिक हैं इन नेटवर्कों की उच्च गतिशील विशेषता के कारण VANETs लिंक अवधि में अस्थिर कनेक्टिविटी कम है इन नेटवर्कों को सड़क पर अलग अलग अन्य वाहनों को शामिल करने के लिए बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है वे इन विशेष नेटवर्कों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किए बिना इन नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं इस प्रकार के नेटवर्क में पूर्वानुमान योग्य गतिशीलता पैटर्न प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वाहन उन सड़कों के भीतर प्रतिबंधित हैं जिन्हें आप जानते हैं कि सड़क की संरचना कैसी है और यह मूल रूप से गतिशीलता पैटर्न को भी प्रतिबंधित करता है और ये गतिशीलता पैटर्न इस प्रकार के नेटवर्क में अनुमानित हैं मूल रूप से मोबाइल ऐड हाक नेटवर्क में MANETs के विपरीत गतिशीलता एक बड़ा मुद्दा है जिसे आप नहीं जानते हैं आप जानते हैं कि वाहन कैसे आगे बढ़ने वाले हैं इन विभिन्न वाहनों की गतिशीलता का अनुमान लगाना कठिन है सुरक्षा के मुद्दे हैं आपातकालीन ब्रेकिंग लेंग खेद लेन परिवर्तन चेतावनी जिसे आप जानते हैं कि टकराव से बचने के खतरे की सूचना है ये VANETs के विभिन्न सुरक्षा अनुप्रयोग हैं कन्जेस्चन मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन पार्किंग अवेलेबिलिटी के संबंध में दक्षता फिर से VANETs के विभिन्न आकर्षक अनुप्रयोग हैं तीसरे प्रकार का एप्लिकेशन वाणिज्यिक अनुप्रयोग है उदाहरण के लिए जब आप वाहन में कार में सड़क पर होते हैं तो सड़क पर इन सभी संभावनाओं को इंटरनेट एक्सेस मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग करते हैं इसलिए ये VANET में संभव हैं तो अलग अलग आराम सुविधा के संबंध में यह जानकारी प्राप्त करने के लिए कि क्या स्वायत्त ड्राइविंग यात्रा के समय का अनुमान ये सब VANET के कार्यान्वयन की सहायता से संभव है फिर CCN कंटेंट सेंट्रिक नेटवर्किंग जो आपको पहले बता रही थी इसे VANETs में कैसे लागू किया गया है तो किसी प्रकार की रूटिंग की जाती है लेकिन इस तरह की रूटिंग थोड़ी अलग होती है इसलिए अग्रेषण और मार्ग कंटेंट के स्थान के नाम पर यहां सबसे अच्छा है कंटेंट का नाम रूटिंग के लिए उपयोग किया जाता है अलग अलग कंटेंट नाम उपसर्गों को नेटवर्क में रूटरों द्वारा विज्ञापित किया जाता है जो प्रत्येक राउटर के लिए एक अग्रेषण सूचना आधार बनाने में मदद करता है सामग्री का नाम वैश्विक स्तर पर समान और अद्वितीय है और आईपी ऐड्रेस प्रबंधन या एड्रेस एग्जॉशन का कोई मुद्दा नहीं है संचार विभिन्न नोड्स की गति या दिशा पर निर्भर नहीं करता है तो ये अलग मुद्दे हैं तो मुख्य बात यह है कि उसे याद रखना है कि टीसीपी आईपी आधारित रूटिंग के मामले में राउटिंग टेबल है वास्तव में उसी तरह है यहां हमारे पास एक बहुत ही समान है जिसमें हमारे पास इन विभिन्न मार्गों में से प्रत्येक पर अग्रेषण सूचना आधार है लेकिन यहां रूटिंग कंटेंट के स्थान के आधार पर नहीं बल्कि कंटेंट के नाम के आधार पर की जाती है तो यह कहां और उस नाम के लिए अद्वितीय होना चाहिए यदि नाम अद्वितीय नहीं है तो इस तरह का रूटिंग नहीं किया जा सकता है तोकंटेंट सेंट्रिक रूटिंग में नेटवर्क में नाम भी अद्वितीय होना चाहिए प्रत्येक बाहरी पर स्केलेबिलिटी और नेटवर्किंग कैशिंग तंत्र को लागू किया जाता है जो विशिष्ट रूप से नामित डेटा चंक्स की पहचान करता है और इन डेटा चंक्स को कंटेंट स्टोर के रूप में जाना जाता है जो कैश की तरह काम करता है एक संग्रहीत डेटा चक के लिए बाद के अनुरोध एक कंटेंट स्टोर के लिए किया जा सकता है कंटेंट स्टोर में नामकरण प्रणाली सामान्य आईपी आधारित राउटर के मामले में डेटा को कई बार उपयोग करने में सक्षम बनाती है जैसा कि हम पहले चर्चा करते हैं और कैशिंग तंत्र के परिणामस्वरूप बढ़े हुए नेटवर्क आकार के दौरान कम नेटवर्क लोड है अब एक बहुत ही दिलचस्प आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे जिसे बॉडी और ब्रेन आर्किटेक्चर कहा जाता है जो कि संबंधित वाहनों के लिए प्रस्तावित किया गया है तो यह एक इन व्हीकल नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है जिसमें बहुत कुछ इसी तरह का है कि आप आर्किटेक्चर को मानव शरीर के रूप में जानते हैं मानव शरीर की तरह हमारे पास शरीर कोड शरीर है जिसमें कंकाल मांसपेशियां हैं जिन्हें आप अंगों को जानते हैं और यह आप जानते हैं तो उस तरह की संरचना लेकिन शीर्ष पर हमारे पास तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क वगैरह भी है और आप इस तरह की बात इस मामले में भी की जाती है तो यहां हमारे पास 3 स्तरित आर्किटेक्चर है उस भावना और निष्पादन की परत है फिर हमारे पास नेटवर्क और ट्रांसमिशन परत है और फिर हमारे पास निर्णय परत है तो अर्थ और निष्पादन परत मानव शरीर के शरीर के समान है नेटवर्क और ट्रांसमिशन परत मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र के समान है और निर्णय परत बहुत मानव शरीर के मस्तिष्क के समान है तो 3 परतें हैं जिनमें शरीर में इंटेलिजेंट नेटवर्किंग नोड्स होते हैं जो लगातार वाहन से जानकारी एकत्र करते हैं और फिर मस्तिष्क मूल रूप से केंद्रीय समन्वय का प्रबंधन करता है तो आइए हम पहले समझदारी और निष्पादन की परत को देखें अर्थ और निष्पादन परत में हमारे पास ये इंटेलिजेंट नोड हैं सेंसर एक्ट्यूएटर्स की मदद से अलग अलग रेडियो जानकारी को विभिन्न अन्य उपकरणों जैसे कि LDAR RADAR निकटता सेंसर और विभिन्न अन्य सेंसर और एक्ट्यूएटर्स जैसे स्टीयरिंग ब्रेक लाइट वगैरह की मदद से हासिल किया जाता है और कमांड एक्ट्यूएटर्स के माध्यम से या विभिन्न रेडियो तंत्र के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं ये उपलब्ध कराए गए हैं और यह कैसे जुड़ा वाहन परिदृश्य में भावना और निष्पादन परत की तरह दिखता है इंटेलिजेंट नेटवर्किंग नोड्स जिनके पास सॉफ्टवेयर की मदद से इंटेलिजेंस है जिन्हें आप अलग अलग सॉफ्टवेयरों से जानते हैं विभिन्न प्रकार के नोड हैं एक पंजीकृत प्रकार के नोड हैं जिन्हें खोला या बंद किया जा सकता है मोटर प्रकार के नोड्स हैं जो मूल रूप से आपको पता हैं कि मोटरें क्लॉक वाइज काउंटर क्लॉक वाइज चलती हो सकती हैं या मोटर को रोका जा सकता है स्विच प्रकार नोड्स स्विच एक इंटेलिजेंट वाहन में एक इंटेलिजेंट नेट नोड में विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं यह हो सकता है स्विच एक नाब हो सकता है एक नुमैटिक स्विच या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच सेंसर संवेदक रिओस्टेटिक स्विच हो सकता है रिओस्टेटिक सेंसर हम पहले से ही जानते हैं कि रिओस्टेट क्या है इसलिए रिओस्टैटिक सेंसर या ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसड्यूसर या उन्हें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण वाले नोड्स को इकट्ठा किया जा सकता है नेटवर्क और ट्रांसमिशन लेयर इस तरह दिखती है तो आप जानते हैं कि यह मूल रूप से आप इस नेटवर्क और ट्रांसमिशन परत को जानते हैं और जैसा कि यह नाम बताता है कि हमारे पास संचार के लिए है यह मुख्य रूप से संचार के लिए उपयोग किया जाता है बहुत नीचे और ऊपर की भावना और निष्पादन की परत हमारे पास निर्णय की परत है और बीच में हमारे पास संचार परत में यह संचार है जहां एक इन व्हीकल बस सिस्टम बस है इसका मतलब है कि यह वेयर का संग्रह है तो हमारे पास वाहन में एक बस है जिसे आप बस प्रणाली जानते हैं और विभिन्न हैं जिन्हें आप स्वामित्व जानते हैं और संचार के लिए स्रोत घटक खोलना चाहते हैं तो इन सभी में एक साथ नेटवर्क और ट्रांसमिशन परत शामिल होगी जो संचार के लिए उपयोग की जाती है और वह मूल रूप से बैठना संवेदन और निष्पादन की परत और निर्णय की परत के बीच है जो अब हम बात करते हैं निर्णय परत जो बैठता है नेटवर्क और ट्रांसमिशन परत के शीर्ष पर है जानकारी को प्रशासनिक नोड की निगरानी के लिए और सेंसर नोड्स के नियंत्रण के लिए प्रेषित किया जाता है पर्यवेक्षी नोड मूल रूप से नेटवर्क और ट्रांसमिशन परत को कमांड भेजता है जो आगे के एक्ट्यूटर्स को भेजते हैं तो इसके साथ हम कनेक्टेड वीहिकल पर इस विशेष व्याख्यान के अंत में आते हैं हमने कनेक्टेड वीहिकल के पहले भाग के बारे में बात की है कि कनेक्टेड वीहिकल के साथ अलग अलग मुद्दे क्यों कनेक्टेड वीहिकल बहुत महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग संबद्ध शब्दावली उदाहरण के लिए वाहन संचार हमने विभिन्न अन्य संबद्ध शब्दों जैसे कि वाहनों के ऐड हाक नेटवर्क के वाहन सेंसर नेटवर्क के बारे में भी बात की फिर इंटेलिजेंट व्हीकलिक सिस्टम फिर इंटरनेट सॉरी कनेक्टेड व्हीकल और इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल ICV इसलिए ये अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में हमने बात की है अगले व्याख्यान में हम कनेक्टेड वीहिकल के साथ कुछ अन्य अलग अलग मुद्दों के बारे में बात करेंगे और उन मुद्दों को कैसे हल किया जा सकता है